सुप्रभात दोस्तों पिछले पाठ में और आने वाले कुछ पाठ में मैं आपके साथ कुछ फिलॉसफी बाटूंगा और एयरक्राफ़्ट डिज़ाइन करने से पहले क्या करना है और नहीं करना है यह भी बताऊंगा पिछले पाठ में हमने देखा कि जब छात्र एरो मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो उनका डिज़ाइन सामान्य नियमों पर आधारित होता है और इसीलिए मैंने यह कहा था कि उन सब चीजों को इस कक्षा में लेकर नहीं आए लेकिन अगर आप किसी उत्साही एरो मॉडलर को देखें तो उनकी नंबर की समझ बहुत अच्छी होती है इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए मैंने कप्तान अमूल्य और कप्तान मुखर्जी के साथ काम किया है और काफी कुछ सीखा है इस कोर्स में होने के नाते आपको यह समझना है की भले ही एरो मॉडलर एयरोडायनेमिक्स के नियमों को समझा नहीं पाए लेकिन अगर आपने इस पाठ्यक्रम को अच्छे से समझा है तो आप उसके नंबर की समझ को वैज्ञानिक अनुमानों पर आधारित प्रक्रिया में तब्दील कर सकते हैं तो यहां पर एरो मॉडलर और यह कोर्स मिलेंगे लेकिन अभी नहीं सही समय आने पर मैं सम्मानीय एरो मॉडलर को बुलाऊंगा जो आपके साथ अपने विचार बाटेंगे हम कुछ चीजें देखेंगे जो जरूरी है और रिवीजन का भाग है हम WS और TW के बारे में बात कर रहे थे कितना TW चाहिए क्रूज विमानों के लिए हमें पता है 𝑇 𝐷 𝐿 𝑊 अगर हम लिखें तो क्रूज़ के लिए जरूरी थी क्या है इसका जवाब हम कैसे देंगे हमें पता होना चाहिए कि आप किस CLCD पर क्रूज़ कर रहे हैं उदाहरण के लिए हम न्यूनतम ड्रैग पर क्रूज़ कर रहे है हमें पता है कि इसके लिए CLCD अधिकतम होना चाहिए यानी कि CL होगा तो हमें पता है कि TW 1CLCD होगा और मानते हैं कि यह CLCD max की वैल्यू है जब हम TW क्रूज़ लिखते हैं तो वह न्यूनतम TW के लिए लिखते है यानी कि अधिकतम CLCD यानी कि न्यूनतम ड्रैग जिसका मतलब सामान्य रूप से CLCDmax 15 हो सकता है यानी कि TW क्रूज़ 1 बटा 15 होगा यह TW टेकऑफ नहीं है दो चीजों के चलते TW टेकऑफ के लिए हमें एक अलग जरूरत होती है हमें देखा है कि अगर हम लिखते हैं 𝑇 − 𝐷 − 𝑊𝑠𝑖𝑛𝛾 0 और अगर हमें बिना गति बढ़ाएं टेकऑफ करना है यानी कि स्टेडी क्लाइंब करना है इसलिए TW टेक ऑफ क्लाइंब एंगल γ से निर्धारित होगा TW क्रूज़ CLCDmax से निर्धारित होगा अगर मैं डिज़ाइनर हूं तो मुझे पता है की कितने TW क्रूज़ की जरूरत है क्योंकि मुझे अनुमानित रूप से पता है कि CLCD 10 से 15 है इसलिए मुझे पता है कि TW क्रूज 1 बटा 15 है और TW टेक ऑफ कितना होगा इसे जानने का एक तरीका है यह देखना कि हम कितने एंगल पर क्लाइंब कर रहे हैं 15 डिग्री या 20 डिग्री तो हमें पता है कि यहां W नहीं होगा और वह sin gamma से सीधे अनुपातिक होगा आपको पता है कि TW टेकऑफ के दौरान काफी जरूरी भूमिका अदा करता है टेकऑफ मतलब वह भाग जिसमें गति शुरू से V take off तक पहुंचती है हमें टेकऑफ की लंबाई छोटी करने के लिए विमान की गति को तेजी से बढ़ाना होगा यानी कि यह लंबाई घटाने के लिए हमें TW को ज्यादा करना होगा क्योंकि TW यह तय करता है की गति बढ़ाने के लिए विमान पर कितना बल लग रहा है इसलिए TW यहां पर क्रूज में क्लाइंब में और टर्न के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी यह चीज बिल्कुल साफ होनी चाहिए एक चीज यह समझ नहीं है कि जब आप विमान डिज़ाइन करते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि मुझे TW टेकऑफ इतना चाहिए या TW क्रूज़ इतना चाहिए या TW एक्सीलरेशन इतना चाहिए अगर हमें TW जानना है तो हम कहां से शुरू करेंगे हमें TW क्रूज़ चाहिए जैसे वह यहां से यहां जा रहा है वैसे तेल खत्म हो रहा है तो बेहतर तरीका क्या है अगर हमें पता है कि कितना तेल खपत हो रहा है तो उस हिसाब से बाहर को बदला जा सकता है और TW टेक ऑफ के नज़रिए से बात की जा सकती है सारे भार वाले रेशियो को वापस W टेक ऑफ में बदला जा सकता है यह चीज दिमाग में रखनी है कि जब मैं TW क्रूज़ को कोई नंबर लेता हूं तो मुझे पता है कि उसमें W W टेकऑफ नहीं है लेकिन एक डिज़ाइनर के रूप में मुझे W टेकऑफ पता होना चाहिए तो कहां से शुरू करना चाहिए इसलिए कोई भी नंबर जो W से भागीत है उसे W टेकऑफ में बदलना है अधिकतर केस में यह तेल की खपत के कारण होता है इसलिए काफी मुश्किल काम नहीं है और इसे पूरा करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है एक और जरूरी मापदंड जो आप देखेंगे जब आप CLCD max के बारे बात कर रहे होंगे वह है CL23CDmax वापस चलते हैं परफॉर्मेंस पर हम बात कर रहे थे की रेंज और इंड्योरेन्स दो सबसे जरूरी मापदंड है आप याद करें की न्यूनतम ड्रेग के लिए CL है न्यूनतम पावर के लिए CL है यह सब लिखने का एक और कारण यह है कि मैं आप सब को समय देना चाहता हूं सब कुछ याद करने के लिए ताकि आप सब तैयार रहें इस समझ को कांसेप्चुअल डिज़ाइन मैं प्रयोग करने के लिए यह न्यूनतम ड्रेग के लिए जरूरी CL है आपको पता है कि यह CLCD और यह CL23CDmax से जुड़ा हुआ है तो अगर मैं यह लिखता हूं न्यूनतम ड्रैग के लिए CD है तो यह होगा यह आपके लिए कुछ नया नहीं है उसी तरह न्यूनतम पावर के लिए CD होगा यह बराबर होगा कृपया करके ध्यान दें कि न्यूनतम ड्रैग के लिए CD बराबर 2CD0 है और न्यूनतम पावर के लिए CD बराबर 4CD0 है क्योंकि लिफ्ट बराबर भार है न्यूनतम ड्रैग के लिए V है न्यूनतम पावर के लिए इसे हम लिख सकते हैं यह सारी चीजें काफी सीधी और सरल है आप वापस जाकर नोट्स रिवाइज कर सकते हैं ताकि हमने जो भी अनुमान यहां ले रहे हैं वह आप समझ सके अगर हमें यह देखना है कि किस स्थिति में ड्रैग ज्यादा होगा तो क्या करेंगे अंत में हमें CD पता करना है ड्रैग होगा एक चीज साफ है कि जब हम उड़ रहे हैं तब समान ऊंचाई पर लिफ्ट बराबर भार बनाए रखने के लिए ये न्यूनतम पावर है हम थोड़ा धीरे उड़ रहे होंगे क्योंकि CL ज्यादा होगा न्यूनतम ड्रैग वाले केस के मुकाबले न्यूनतम पावर वाले केस के लिए डायनेमिक प्रेशर कम होगा न्यूनतम ड्रैग वाले केस के मुकाबले न्यूनतम पावर के लिए जरूरी CL न्यूनतम ड्रैग के लिए जरूरी CL से ज्यादा है इसलिए लिफ्ट बराबर भार बनाए रखने के लिए न्यूनतम गति न्यूनतम पावर वाले केस में कम होगी इसलिए यह बन जाता है और न्यूनतम ड्रैग के केस में यानी कि LD अधिकतम होने के केस में अगर मैं यह सवाल पूछू कि किस केस में ड्रैग ज्यादा होगा चलिए देखते हैं अगर हम इन दोनों के बीच का रेशियो ले तो हम लिख सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह सब कैसे हो रहा है तो न्यूनतम पावर के लिए ड्रैग होगा न्यूनतम पावर के लिए CD कितना था न्यूनतम पावर के लिए CD 4CD0 था और न्यूनतम ड्रैग के लिए 2CD0 था तो अब अगर हम इसका रेशियो ले तो हमें मिलेगा तो एक डिज़ाइनर के रूप में हम कह सकते हैं कि न्यूनतम पावर के केस में ड्रैग LD maximum के केस से 15 ज्यादा है यह कैसे जरूरी है आइए देखते हैं डिज़ाइनर इसे कैसे इस्तेमाल करेगा यह बहुत जरूरी है अगर ड्रैग 15 बढ़ता है न्यूनतम पावर के केस में तो हम CLCD को लिख सकते हैं कैसे एक डिज़ाइनर इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करता है ये रिलेशनशिप कहता है कि न्यूनतम पावर के दौरान ड्रैग न्यूनतम ड्रैग से 15 ज्यादा है इसलिए CLCD अब बदल जाएगा क्योंकि CD 15 बढ़ गया है तो इससे हमें मिलेगा 0866 LD max इस समझ के साथ हम अपने शुरुआती डिज़ाइन मापदंडों को सही करेंगे अगर हम याद करें कि अगर हम जेट और प्रोप ले और हम रेंज और एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं जिससे कि लोयटर भी कहते हैं वह है 0866 LD max और यहां है LD max और यहां LD max और यहां है 0866 LD max अगर आप रेंज के एक्सप्रेशन को देखें तो जेट से उड़ने वाले विमान के लिए अधिकतम रेंज तब होगा जब CL23CD अधिकतम होगा जोकि न्यूनतम पावर का केस है जेट विमान का एंड्योरेंस अधिकतम होने के लिए LD अधिकतम होना चाहिए प्रोपेलर के लिए यह उल्टा है अधिकतम रेंज के लिए विमान को अधिकतम LD पर उड़ना है और अधिकतम एंड्योरेंस के लिए अधिकतम CL23CD पर उड़ना है जो कि 086 LD max देता है आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने कोर्स के लिए किताबें नहीं बताई है यह मैं अगली कक्षा में करूंगा हम दो से तीन किताबें फॉलो करेंगे शुरुआती दौर में हम aircraft design by Raymer फॉलो करेंगे अन्य किताबों के बारे में पूरी जानकारी मैं बाद में दूंगा हम यह सारी चीजें क्यों दोहरा रहे हैं क्योंकि विमान का भार एयरक्राफ्ट डिजाइनर के लिए बहुत बड़ा सवाल है हमें विमान का भार कैसे पता चलेगा भाग्य पूर्ण रूप से हमारी अवस्था Wright Brother's के समय की नही है जब कोई भी ऐतिहासिक डेटा नहीं था यह लोग काफी महान थे मैं हमेशा कहता हूं कि राइट ब्रदर्स से हमें विमानों में काफी कुछ मिला है लेकिन हम खुद से एक अच्छा सिविलियन विमान डिज़ाइन क्यों नहीं कर पाए हैं मेरा एक दोस्त कहता है कि हमारे पास ब्रदर्स है लेकिन वह रॉन्ग है राइट नहीं इस लेक्चर का यही मोटिवेशन है कि हमने एक शुरुआत की है राइट ब्रदर्स बनाने की मैं खुद एक रॉन्ग ब्रदर हूं क्योंकि मैं एक अच्छा सिविलियन विमान बनाने में नाकाम रहा हूं सबसे बड़ी दिक्कत विमान के भार से होती है लेकिन अभी चीजें अलग है जब भी आप किसी विमान के बारे सोचते हैं जैसे कि सिविलियन विमान जो पहला सवाल आता है वह यह है कि आप किस तरह के रेंज की बात कर रहे हैं छोटे रेंज या लंबी रेंज फिर सवाल आता है कि कितने यात्रियों की बात हो रही है किस गति की बात हो रही है अब जो भी कुछ सोच सकते हैं आपको कुछ ना कुछ इस कक्षा में ज़रूर मिलेगा क्योंकि हमारे पास काफी डाटा है दिए हुए मिशन के लिए बेसलाइन विमान चुनना काफी आसान है यहां से आप आराम से कुछ नंबर्स ले सकते हैं जैसे कि हमारा विमान इस भार कैटेगरी में होगा कृपया कर यह बात समझिए कि हम ऐतिहासिक डेटा का काफी इस्तेमाल करेंगे शुरुआती नंबर्स के लिए उदाहरण के लिए अगर यह W0 विमान का ग्रास वेट है आप इसे भार बिल्ड अप मेथड कह सकते हैं हम इसे अलग अलग भागों में बांटेंगे जैसे कि यात्रियों का भार पेलोड का भार यात्रियों की संख्या या कोई दूसरा मिलिट्री पेलोड और तेल का भार Wf फ्यूल वेट है और We एमप्टी वेट है इन्हें काफी सावधानी के साथ खोजना है इसके लिए हम ऐतिहासिक डेटा का इस्तेमाल करेंगे हम Wf को लिख सकते हैं तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है की ऐतिहासिक डेटा पर आधारित रेशियो WfWo और WeWo इस्तेमाल करके हम चीजों को आसान बना सकते हैं शुरुआती ग्रॉस वेट निकालने में आसानी होगी एक और चीज जो आपको समझ नहीं है वह है Wf जो कि तेल का भार है हम किस तरह का मिशन कर रहा है उस पर सीधे निर्भर करता है इसलिए यह मिशन की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है विमान का मिशन क्या है उसे किस तरह के काम करने हैं उसे किस तरह के मैन्यूवर करने हैं अगली कक्षा में हम यहां से शुरू करेंगे ऐतिहासिक डेटा से शुरुआती भार कैसे निर्धारित करें हम मिशन प्रोफाइल के बारे भी बात करेंगे